स्थिर गुणांक वाले समीकरणों के लिए कैनॉनिकल रूप में कमी वापस स्वागत है इसलिए इस वीडियो में दूसरे क्रम के रैखिक पार्शियल डिफरेंशियल समीकरण को कम करने के उदाहरणों पर विचार करेंगे उन्हें सामान्य रूपों में कम करने का प्रयास करेंगे इसलिए सबसे सरल उदाहरण जिन्हें हम पहले स्थिर गुणांक वाले समीकरणों के साथ मानते हैं इसलिए निरंतर गुणांक वाले रैखिक दूसरे क्रम के पार्शियल डिफरेंशियल समीकरणों पर हम विचार करते हैं और हमारे पास इस प्रक्रिया के साथ है कि हम पिछले कुछ वीडियो में उतरते हैं हम इस समीकरण को कैनॉनिकल रूप में या सरल रूप में नए चर में कम करते हैं तो नए चर ξ और η में समीकरण में ताकि यदि यह सरलीकृत समीकरण है यदि यह हल करने योग्य है तो हल करने का प्रयास करेगा इसलिए यह वही होगा आप एक उदाहरण से शुरू करते हैं इसलिए इसे कम करें यदि प्रत्येक उदाहरण का एक उदाहरण हम हाइपरबोलिक अण्डाकार और पार्शियल परवलयिक के प्रत्येक मामले के लिए ऐसा करते हैं तो इनमें से प्रत्येक मामले में एक उदाहरण होगा तो यहां एक उदाहरण के साथ शुरू करेंगे इसलिए कम करें समीकरण को कम करें पीडीई PDE को कम करें जो पार्शियल डिफरेंशियल समीकरण है 4uxx5uxyuyyuxuy2 तो यह सामान्य रूप या कैनॉनिकल रूप में कैनॉनिकल रूप में समीकरण है तो समाधान क्या है समाधान यह है कि हमें इसे रूप में कम करना है तो वह क्या है तो बस मान लें कि यह आपका A है इसलिए A4 बस ध्यान दें कि A4 B5 C1और D1 E1ताकि हमें वास्तव में इसकी आवश्यकता न हो इसलिए आपको जो देखना है वह है डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट B2 4AC बस B2 4AC 25 16 9 देखें B2 4AC 9 है जो सकारात्मक है तो इसका मतलब है कि हमने जो सीखा वह हाइपरबोलिकसमीकरण है इसलिए समीकरण हाइपरबोलिक है वह डोमेन कहाँ है तो सबसे पहले आपको डोमेन देखना होगा तो यह कुछ भी नहीं दिया गया है इसका मतलब है कि xy प्लेन से संबंधित है इसलिए यह डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका डोमेन है तो इसमें आप कोई भी बिंदु लें क्योंकि B2 4ACहै यह गुणांक है गुणांक हर जगह मान्य हैं ठीक है तो यह प्लेन में हाइपरबोलिक समीकरण है तो यह आपका डोमेन है इसलिए प्रत्येकxy इस डोमेन के लिए यह समीकरण हाइपरबोलिक समीकरण है इसलिए यह स्पष्ट है कि हम डिस्क्रिमिनेंट को देखकर निष्कर्ष निकाल सकते हैं अब मैं अपने नए चर कैसे प्राप्त करूं क्या आप मानते हैं dydxB±B2 4AC2A सबसे पहल dydxBB2 4AC2Aया एक है और आप दूसरे को मानते हैं dydxB B2 4AC2A तो हमने यही देखा है यदि आप मानते हैं कि यदि आप A और Cको शून्य के बराबर बनाते हैं तो आप यही देखते हैं कि आप देखेंगे कि यदि आप xy से ξ η तक उन संचरण की तलाश करते हैं तो आप देखते हैं कि ये ओडीई ODE's हैं आपको हल करना होगा जो आपके ξ और ηको ठीक करता है तो अगर आप इसे देखते हैं dydxBB2 4AC2A 552 441241 और इस मामले में दूसरा ODE बन जाता है dydxBB2 4AC2A 5 52 4412414 इसलिए ये दो ODE's हैं जिन्हें dydx1 आप को हल करना है जो आपको y x C1 देगा और यहां क्या होता है 4dy dx0ताकि आप सीधे इंटीग्रेट कर सकते हैं और लिखने के लिए या बस dy 14dxआप दोनों पक्षों को इंटीग्रेट करके y14xC2प्राप्त करने के लिए इसलिए यदि आप फिर से लिखते हैं यह 4y x C2 जैसा है तो यह ये दो समीकरण हैं इन दो ODEs के दो हल सामान्य हल तो इससे हमें देखा कि xyy x औरxy4y x आप अपने ξ और η को कैसे ठीक करते हैं अब तो आपके पास क्या है इसलिए आपके समीकरण में uxxuxyuyyuxuy शामिल है इसलिए आपको ux और uy खोजने की आवश्यकता है तो जैसे ∂x∂u∂xएक नए चर के संदर्भ में इसलिए ∂u∂x∂u∂x∂u∂x तो यह मुझे ∂u∂x ∂u ∂uदेगा और क्या होता है ∂u∂y x को y से बदल देता है इसलिए आपके पास ∂u∂y∂u∂y∂u∂y है तो यह ∂u∂yu4∂uहो जाता है तो इससे आपको पहले से ही वह मिल गया है जो u uy ux है लेकिन आपको uxxकी आवश्यकता है इसलिए uxx प्राप्त करने के लिए इस uxx को देखें कि आपको क्या मिलता है यदि आप यह चाहते हैं कि uxx ∂x∂u∂xहै तो यदि आप इसे लागू करते हैं तो क्या बस आप को अनदेखा करने के लिए ∂x है तो यही है ∂x एक बार और ताकि आपको uxx ∂u∂uमिल जाए इसलिए यदि आप इसे लागू करते हैं तो आप ऐसा करते हैं ताकि आपके पास uxx uξξ2uξηuηηहो तो बस इतना ही तो यह वही है जो आपके uxx का उपयोग करता है और यहाँ से आप uyyभी प्राप्त कर सकते हैं या सबसे पहले आपको uxy मिलेगाuxy∂x∂u∂y ∂u4∂u तो यह क्या है तो यह मुझे देगा uxy uξ ξ uξ η 4uξ η 4uηη uξ ξ 5uξ η 4uηη uξ η या uηξ दोनों निरंतर उपयोग कर रहे हैं कि दूसरा डेरिवेटिवस या मिश्रित डेरिवेटिवस निरंतर है ठीक है यदि uξ η वे मिश्रित डेरिवेटिव निरंतर हैं तो यह समान होना चाहिए ताकि गणना से हो इसलिए क्योंकि आप यहां काम कर रहे हैं हम उस समीकरण के लिए हैं जो निरंतर गुणांक के साथ है इसलिए आसान दिखता है जब आप विस्तार कर रहे होते हैं तो आप इसे देखते हैं इसलिए आपको सावधान रहना होगा कि क्या ये गुणांक xy के फंक्शनहैं ठीक है इसलिए आपको सावधानी से इसका विस्तार करना होगा अन्यथा आप गलत हो सकते हैं तो आपका uxy क्या है वैसे ही आप uyy प्राप्त कर सकते हैंuyy∂y∂u∂y4∂u4∂uतो यह uyyuξ ξ 8uξ η16uηη हो जाता है AB2प्रकार की तरह है ठीक है तो आप यह सब uxxuxyuyyuxuy और के संदर्भ में जानते हैं और केवल इसे समीकरण में डालते हैं तो समीकरण क्या है 4uξξ2uξηuηη5 uξ ξ 5uξ η 4uηηuξ ξ 8uξ η16uηη uξ uuξ 4u2तो यह है कि यदि आप इसे प्रतिस्थापित करते हैं तो यह वही है जो अब बन गया है 9uξ η3u2 तो यह मुझे uξ η13u29 देता है तो अब यही समीकरण है ठीक है तो यह मिश्रित डेरिवेटिव है इसका मतलब है कि हाइपरबोलिक आप आसानी से देख सकते हैं तो क्या हम इस समीकरण को कमी के बाद हल कर सकते हैं जो शायद मुश्किल है जिसे हम नहीं जानते हैं तो हम इसे हल कर सकते हैं वास्तव में हम इसे हल कर सकते हैं हम इसे कैसे हल करते हैं यह एक पार्शियल डिफरेंशियल समीकरण है मैं आपको केवल साधारण अवकल समीकरणों की मूल विधियों का उपयोग करके इसे हल करने की विधि बता रहा हूँ तो इस पर विचार करके कि एक कैनॉनिकल रूप क्या है इसे दूसरे क्रम के दिए गए पार्शियल डिफरेंशियल समीकरण को दूसरे क्रम के दूसरे पार्शियल डिफरेंशियल समीकरण में कम करें लेकिन कैनॉनिकल रूप में अच्छा रूप सरल रूप में इसे सामान्य से या कैनॉनिकल रूप कहा जाता है तो इसे अब हम साधारण डिफरेंशियल समीकरणों के लिए सीखी गई तकनीकों का उपयोग करके हल कर सकते हैं तो अगर आप uv ठीक हैं v पर विचार करते हैं तो बस इसे ले लो तो इस समीकरण का क्या होता है आपके पास dvξ 13v29ठीक है यह एक साधारण डिफरेंशियल समीकरण प्रकार है ठीक है तो मैं इसे कैसे हल करूं तो एकीकृत कारक क्या है तो मान लिया कि यह पहले क्रम की तरह दिखता है साधारण डिफरेंशियल समीकरण रैखिक ODE पहला आदेश रैखिक ODE IF e 13d ठीक है तो यह मेरा एकीकृत कारक है एकीकृत कारक यह है इसलिए आपके पास IFe 3 है तो यह एक एकीकृत कारक है इसलिए यह एकीकृत कारक है और उसमें कोई भी स्थिरांक भी एकीकृत कारक है यहां हम पार्शियल डिफरेंशियल समीकरण से निपट रहे हैं तो यह स्थिरांक यदि यह एक साधारण डिफरेंशियल समीकरण है तो यह स्थिर है कोई भी स्थिर समय ठीक है लेकिन यहाँ C स्थिर ताकि आप IFe 3Cचुन सकें ताकि आप e 3Cdvξ 13ve 3C29e 3C को स्थानापन्न कर सकें यही मैंने दोनों पक्षों को गुणा किया यदि आप ऐसा करते हैं तो यह क्या है यह वास्तव में इसके बराबर है dξ e 3v29e 3ठीक है तो आपको इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है C ठीक है इसलिए अंत में यह दोनों पक्षों को रद्द नहीं कर रहा है इसलिए कारकों को एकीकृत करना कुछ भी हो सकता हैलेकिन पूर्णता के लिए यह स्थिर नहीं है इसकी स्थिरता वास्तव में है C आप C को चुन सकते हैं क्योंकि यह पार्शियल डिफरेंशियल समीकरण है जिसे हम ODE's के तरीकों का उपयोग कर रहे हैं ताकि हम इसे हल कर सकें तो यह वही है जो आपको मिलता है यह समीकरण है अब आप दोनों पक्षों को एकीकृत कर सकते हैं dξ e 3vdξ 29e 3dξ तो वह एकीकरण स्थिरांक क्या है जिसका कोई भी फंक्शन का हो सकता है ताकि मैं बुला रहा हूं C1ठीक है अगर आप डिफरेंटशीट करें अब आप वापस वही प्राप्त करें जो आप चाहते हैं यह ठीक है तो यह मुझे e 3v 23e 3C1 देगा तो यह है कि यदि आप इसे डिफरेंटशीट करते हैं तो आपको यह इंटीग्रल मिलेगा तो इसका मतलब है vξη 23C1e3 तो यह वही है जो मैंने v के रूप में पाया vक्या है v u है तो u u 23C1e3 लेकिन यह एक है लेकिन यह नहीं हो सकता है आप इसे एकीकृत करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं जैसे ∂u 23C1e3इसलिए यह सब समीकरण है इसलिए यदि आप uξη प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस समीकरण को एकीकृत करना होगा क्या हम इसे एकीकृत कर सकते हैं वास्तव में आप सही कर सकते हैं इसलिए आप दोनों पक्षों को d के संबंध में एकीकृत करते हैं तो ∂ud 23C1e3dηC2 तो यह मुझे देगा uξη 23ηe3C1dC2 तो यह पार्शियल डिफरेंशियल समीकरण का आपका सामान्य समाधान है ठीक है यह मानक रूप के पीडीई का सामान्य समाधान है सामान्य रूप कैनॉनिकल रूप या दिए गए पीडीई के सामान्य रूप का ठीक है मैं इतना सामान्य समाधान फिर से क्यों बुला रहा हूं इसलिए सामान्य डिफरेंशियल समीकरणों में दूसरे क्रम के समीकरण जब आप सामान्य समाधान को एकीकृत करते हैं तो इसमें आर्बिट्रेरी स्थिरांक शामिल होना चाहिए इसलिए हम पार्शियल डिफरेंशियल समीकरण में बुलाते हैं जिसे हम सामान्य समाधान कहते हैं यदि इसमें दो आर्बिट्रेरी फंक्शंस शामिल हैं तो ठीक है तो आपके पास यहां है तोuξηवास्तव में C1 है जो एक आर्बिट्रेरी फंक्शंस है और C2 एक और आर्बिट्रेरी फंक्शन है इसलिए हमारे पास दो हैं यहाँ आर्बिट्रेरी फंक्शंस तो इसलिए है मैं इसे सामान्य हल कह रहा हूँ जैसे हमने साधारण डिफरेंशियल समीकरणों के लिए किया है तो यह इस तरह का सामान्य समाधान है आप दिए गए समीकरण को हल कर सकते हैं आप इसे मानक रूप में कम कर सकते हैं यदि संभव हो तो इसे हल किया जा सकता है यदि यह कमी के बाद है यदि यह सरल रूप में है तो इसे हल किया जा सकता है इसे इसके सामान्य समाधान के लिए हल किया जा सकता है तो यह कमी समीकरण का समाधान है अब मेरे नए चरों को वापस पाने के लिए वास्तविक पार्शियल डिफरेंशियल समीकरण को आप आसानी से बदल सकते और फंक्शन के रूप में और y x और 4y xका है ताकि आप प्रतिस्थापित कर सकें और यह इसका फंक्शनबन जाए यह u का एक फंक्शनuxy बन जाता है यह बन जाता हैuxy 234y xey x3C14y xd4y xC2y x तो यदि दिए गए पार्शियल डिफरेंशियल समीकरण का फंक्शन है यह दिए गए PDE का सामान्य हल है क्योंकि इसमें यह भी शामिल है कि यहआर्बिट्रेरी फंक्शन है और यह भी आर्बिट्रेरी फंक्शन है इसलिए यह आपका फंक्शन है पुराने चर के संदर्भ में सब कुछ यह x और yठीक है इसलिए यह रूप है आप कोई भीC1 और C2 देते हैं और यह वास्तव में दिए गए डिफरेंशियल समीकरण को हल करता है इसलिए आपने कोई भी फ़ंक्शनC1 और C2चुना है जो कुछ भी फंक्शन कर सकता है वह दिए गए पार्शियल डिफरेंशियल समीकरण को संतुष्ट करेगा तो हम इस तरह हल करते हैं कि हम पहले दिए गए पार्शियल डिफरेंशियल समीकरण को मानक रूप में कम कर सकते हैं और फिर सामान्य रूप को सामान्य रूप को कम कर सकते हैं यदि इसे सरल रूप में हल किया जा सकता है तो सीधे एकीकृत करने का प्रयास करें इसलिए केवल सरल विधि केवल एकीकरण है ठीक है आप पार्शियल डिफरेंशियल समीकरण को हल करने का कोई तरीका नहीं जानते हैं इसलिए यदि आप केवल उन प्रारंभिक विधियों को एकीकृत कर सकते हैं जिन्हें आप लागू कर सकते हैं और अपना सामान्य समाधान प्राप्त कर सकते हैं दूसरा उदाहरण देखेंगे अब जहां आप अन्य प्रकार के समीकरण को देखते हैं इसलिए एक और उदाहरण विचार करेंगे तो इस पर विचार करें इसलिए समीकरण uxxuxyuyyux0 कैनॉनिकल रूप में कम करें समीकरण को कम करें PDE को सामान्य रूप में कम करें तो हम फिर से कैसे हल करते हैं हम देखते हैं A B C A1 B1 औरC1 तो B2 4AC1 4 3 तो यह तुरंत नकारात्मक है आप कह सकते हैं कि समीकरण जो पूर्ण प्लेन में मान्य है वह अण्डाकार अण्डाकार समीकरण है तो समीकरण अण्डाकार है मैं केवल डिस्क्रिमिनेंट B2 4ACको देखकर सीधे निष्कर्ष निकाल सकता हूं अब आप ODE's इस को हल करके इसे पर अपने को विचार करें dydxBB2 4AC2A 112 4112113i2 और अन्य समीकरण भी है dydxBB2 4AC2A 1 12 411211 3i2 तो ये दो ODE's हैं इसलिए आपको हल करना होगा इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पार्शियल डिफरेंशियल समीकरणों को हल करने का प्रयास करते हैं 3141 तो इस ODE's को हल करके आप देख सकते हैं कि आपका xyजो कुछ भी समाधान होगा इसलिए समाधान है या आप इसे पहले हल करते हैं इसलिए dy12i32dxतो यह y 12i32xC1 हो जाता है तो यह आपकाxy होना चाहिए और इसी तरह यहाँ क्योंकि ये जटिल चीजें हैं इसलिए आप देख सकते हैं कि यदि आप सीधे dy12 i32dx करते हैं तो आपको y 12 i32xC2 मिलता है तो यह वही है जो आपको मिलता है यह आपका है तो आप देख सकते हैं कि ξ ठीक है तो के अलावा ξ कुछ भी नहीं है जिसे आप आसानी से देख सकते हैं इसलिए यह आपका ξ है बस है अगर यह आपका है इसलिए जब मेरे पास यह है तो मुझे पता है कि यदि आप वास्तव में कम करते हैं यदि आप कम करते हैं यदि आप अब इस चर और के संदर्भ में uxxuxy और uyy और ux की तलाश करने का प्रयास करते हैं और आप जानते हैं कि यह uξη प्लस निम्न क्रम की शर्तों के बराबर हो जाएगा शून्य यही वह है जो हो जाएगा यह कैनॉनिकल रूप है जिसकी आप अपेक्षा कर सकते हैं कैनॉनिकल रूप जिसकी आप उम्मीद कर सकते हैं लेकिन फिर ये जटिल मूल्यवान कार्य हैं इसलिए जटिल मूल्यवान फ़ंक्शनस चर चर के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव का कोई अर्थ नहीं है जटिल हैं इसका कोई अर्थ नहीं है ठीक है तो हम क्या करते हैं कि हम इसे कैनॉनिकल रूप खोजने के मध्यवर्ती चरण के बीच में नहीं करते हैं इसलिए तुरंत एक बार जब आप देखते हैं कि परिसर आप वास्तविक भाग लेते हैं तो αy x2 बीटा ये वे चर हैं जिन्हें आप इसके बजाय खोजते हैं और β 32x तो यह वही है जो आपके पास है यदि आप लेते हैं तो इसका वास्तविक हिस्सा वह है जो आपको जो आपको काल्पनिक हिस्सा मिलता है और यही आप है प्राप्त करें ठीक है या आप इसका वास्तविक भाग भी चुन सकते हैं यह वही है यदि आप यहां चुनते हैं तो यह आपका वास्तविक हिस्सा है साथ ही आप उनमें से किसी एक को चुन सकते हैं इसलिए यदि आप दूर देखते हैं तो ये नए चर हैं फिर आप यह देखने की कोशिश करते हैं कि आपका ux क्या हैux∂u∂α∂α∂x∂u∂β∂β∂xतो यह वह है जो और और उनके जटिल कार्यों के संदर्भ में नहीं है आप केवल वास्तविक और काल्पनिक भागों को चुनते हैं प्रत्येक और किसी का और ठीक है तो आप इन नए चरों को और के रूप में चुन सकते हैं तो इनके संदर्भ में आप उम्मीद करते हैं कि यह विहित रूप बन जाएगा uααu ββनिम्न क्रम की शर्तें जो कि हम इसे प्राप्त करेंगे तोux यह इतना है कि इतना ux 12u32u तो हो सकता है कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि गणना आसान हो जाएगी यदि आप शायद 32 चुनते हैं क्योंकि आप दोनों जगहों पर माइनस देखते हैं तो मैं इसे निकाल सकता हूं तो आप ठीक चुन सकते हैं मैंने अल्फा बीटा को वास्तविक और काल्पनिक भागों के रूप में चुना है आप वास्तविक और काल्पनिक भागों को भी चुन सकते हैंकोई समस्या नहीं है ठीक है इसलिए आप चुन सकते हैं इसलिए यह मेरा ux है uyएक ही बात है uy∂u∂α∂α∂y∂u∂β∂βdyu तो आपके पास है uxx12∂α32∂β12u32u14uαα32uαβ34uββ तो यह मेरा uxx तो uxy आप यह भी xyगणना कर सकते हैं कि यह uxy∂x∂u∂yइसलिए मुझे पता है कि मेरा ∂u∂yक्या है ∂xआप यहां से बदल सकते हैं तो इससे uxy 12∂α32∂βu 12uαα 32uαβऔर क्या होता है यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं uyy∂y∂u∂y∂αuuαα तो आपके पास सब कुछ है uxx uxy uxx uxy and uyy तो ux uyपहले से ही यहां हैं इसलिए यदि आप समीकरण में स्थानापन्न करते हैं तो आपको कैनॉनिकल रूप मिलता है जो शायद या तो हल करने योग्य है या इसकी सादगी के आधार पर नहीं है तो आपके पास 14uαα32uαβ34uββ 12uαα32uαβuαα 12u 32u0 इसलिए यह आपका समीकरण है इसलिए यह आपका ux uyy है और यह आपका uxy है और यह आपका uxx है तो समीकरण बन जाता है पीडीई बन जाता है दिया गया पीडीई यह इतना सरल हो जाता है कि अब आप सरल कर सकते हैं और आप देखते हैं कि34uαα34uββ 12u 32u0 तो यह आपका कैनॉनिकल रूप है इसलिए यह है uααuββ23u23uइसलिए यह समीकरण बन जाता है यह कैनॉनिकल रूप है यह अण्डाकार कैनॉनिकल रूप है ठीक है इसलिए हमने वास्तव मेंuξη को कैनॉनिकल में टॉम से देखा है इस नए चर के αβऔर वह बन जाता है यदि आप वास्तव में दो बार करते हैं तो आपको यही मिलेगा इसके बजाय आप सीधे इसमें जा सकते हैं आप सीधे xyके संदर्भ में लिख सकते हैं ठीक है तो आप ξ और η के वास्तविक और काल्पनिक भागों के रूप में एक αβ को चुनते हैं इसलिए दो चरणों को नहीं बनाया है जैसे हमने सामान्य समीकरण के लिए किया है कैनॉनिकल रूप प्राप्त करें ξ और η के पदों में समीकरण को कम करें जहां और जटिल मूल्यवान फंक्शंस ξ और η हैं और फिर नए चर αβ चुनें और फिर उस समीकरण को इस तरह एक और रूप में कम करें इसलिए इसके बजाय आप उस मध्यवर्ती चरण से बच सकते हैं और सीधे चरों को चुना क्योंकि आप जानते हैं कि ξ और η आप वास्तविक भाग काल्पनिक भाग को αβ के रूप में लेते हैं जो कि यह कैनॉनिकल रूप बन जाएगा यह अण्डाकार समीकरण है लेकिन आप इसे पहले की तरह हल होने की उम्मीद नहीं कर सकते मामला क्योंकि आप इसे एकीकृत नहीं कर सकते हैं यह आसान नहीं है ठीक है यह एक पार्शियल डिफरेंशियल समीकरण है जिसे आप अभी भी नहीं जानते हैं आप इस अंडाकार समीकरण को हल करने के लिए किसी भी सामान्य डिफरेंशियल समीकरण विधि का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो यह है कि आप दूसरे क्रम के पार्शियल डिफरेंशियल समीकरण को कैनॉनिकल रूप में कैसे कम कर सकते हैं इसलिए हमने अण्डाकार के लिए हाइपरबॉलिक एक के लिए दो उदाहरण देखे हैं इसलिए अगले वीडियो में हम एक रैखिक दूसरे क्रम पार्शियल डिफरेंशियल समीकरण के कैनॉनिकल रूप को खोजने का प्रयास करेंगे कम करें ताकि समीकरण सबसे पहले परवलयिक प्रकार के समीकरण को केवल इसके डिस्क्रिमिनेट को देखते हुए देखेंगे यदि किसी दिए गए पीडीई PDE के लिए डिस्क्रिमिनेट शून्य है तो यह एक परवलयिक है इसलिए इस तरह के समीकरण को हम चुनकर कम कर देंगे हमें एक ठीक से चुनना होगा आपको केवल एक चर मिलेगा या तो ξ या η तो आपको दुसरे चर को इस तरह से चुनना होगा की जैकोबियन शून्य ना हो तो वो उदाहरण अगले वीडियो में देखोगे बहुत बहुत धन्यवाद